इस बीमारी में आपने पट्टिका का निर्माण किया जो कि धमनियों के माध्यम से रक्त के प्रवाह को सीमित करता है और ये अंततः दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकता है और रक्त का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाता है मैंने आपको दिखाया था कि कैसे अगर फ्लो प्रोफाइल लैमिनर से डिस्टर्बड में बदल सकता है तो डिस्टर्ब का एक हिस्सा ऑसिलेटरी या टर्बुलेंट हो सकता है और इस पेपर का वर्णन किया जिसमें दिखाया गया है कि कैसे याप ताज सक्रियकरण डिस्टर्बड फ्लो के द्वारा एंडोथेलियल सेल के प्रसार और सूजन का कारण बनता है इसलिए पढ़ने व असाइनमेंट के लिए हमारे पास यह 2016 का पेपर है जो कि फ्लो डिपेंडेंट याप ताज गतिविधियां एंडोथेलियल फेनोटाइप और एथेरोस्क्लेरोसिस को नियंत्रित करने के बारे में हैं आज हम एक दूसरी बीमारी मस्कुलर डेस्ट्रोफी के बारे में चर्चा करेंगे

यह रोग बीमारी का एक समूह है जिसे कि आप मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी के नाम से जानते हैं इस बीमारी में निरंतर कमजोरी और मांसपेशियों का क्षय होने लगता है विभिन्न प्रकार के मांसपेशियों या मस्कुलर डिस्ट्रोफी हैं उनमें से सबसे आम डचेन डिस्ट्रोफी है तो यह लड़कों को प्रभावित करता है और 3 से 5 वर्ष की आयु के बीच शुरू होता है दूसरी प्रकार की डिस्ट्रॉफी बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है यह डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तुलना में कम प्रभावी है लेकिन यह 11 से 25 आयु वर्ग के लड़कों को प्रभावित करता है इसलिए इसका प्रभाव थोड़ा बाद में दिखाई पड़ता है जैसा कि शब्द से स्पष्ट है पेशी डिस्ट्रोफी आपके जन्मजात हो सकता है क्योंकि ये आमतौर पर जन्म के समय या उसके तुरंत बाद शुरू होता है जबकि लिंब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक दूसरी प्रकार की पेशियों की बीमारी है जो आमतौर पर 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति की किशोरावस्था में शुरू होती है इसी तरह से एमरी ड्रेफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित अन्य विभिन्न तरह की पेशी डिस्ट्रोफी हैं जो आमतौर पर 10 साल के आसपास आयु के लड़कों को ही प्रभावित करता है और ये दिल की समस्याओं को जन्म देते हैं तो मैं उनमें से 2 जो कि जो कि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और लिंब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं के बारे में चर्चा करूंगा अगर डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में यदि मैं कोशिकाओं में मांसपेशियों की संरचना खींचता हूं तो कल्पना करें कि क्या यह प्लाज्मा झिल्ली है और बाहर की तरफ आपके पास यह जुड़ा हुआ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ से सामान्य पेशी में आपके पास आसंजनों के 2 सेट होते हैं जो एक्टिन साइटोस्केलेटन को बाहर से जोड़ते हैं यदि आपके पास इंटीग्रिन आधारित फोकल आसंजन हैं तो आपके पास डिस्ट्रोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स है तो डीमडी या डचेन मुस्कुलर डेस्ट्रोफी में तो डिस्ट्रोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स के हिस्से के रूप में कई प्रोटीन होते हैं जैसे गामा सारकोग्लाकन मैं सिर्फ सारकोग्लाकन और साथ ही डायस्ट्रोफिन लिखता हूँ डीएमडी में म्यूटेशन के कारण डायस्ट्रोफिन की अभिव्यक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है तो डायस्ट्रोफिन कॉम्प्लेक्स गायब है और फिर लिंब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी गामा सारकोग्लाकन गायब है तो क्या देखा गया है इसलिए इन प्रोटीनों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए लोगों ने जो किया है वह है कि उन्होंने माउस मॉडल बनाए हैं जहां उन्होंने या तो डायस्ट्रोफिन की अभिव्यक्ति को हटा दिया है जिसे एमडीएक्स माउस कहा जाता है जहां डायस्ट्रोफिन प्रोटीन गायब है या कह सकते हैं कि माउस में गामा सारकोग्लाकन कि कमी है तो गामा सारकोग्लाकन की कमी वाली कोशिकाओं में देखा गया है ये कोशिकाएं सामान्य जंगली प्रकार कोशिकाओं की तुलना में ये कोशिकाएं बड़ी मात्रा में एपोप्टोसिस को दिखाती हैं यानि कि इन कोशिकाओं में जिसमें एपोप्टोसिस में 10 20 गुना वृद्धि होती है इस तंत्र को प्रभावित करने वाले क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए लेखकों ने ये नमूना बनाए हैं इसको मैं आपको विस्तार से बताता हूँ 2डी में आपके पास आसंजन द्वीपों के ये स्ट्रिप्स होंगे आपके पास ये ईसीएम लेपित हैं इसलिए यदि आप आकार वर्धन करते हैं तो आपको ये द्वीप मिल जाएंगे जिनकी चौड़ाई लगभग 20 माइक्रोन है और लंबाई में 100 से 1000 माइक्रोन और शेष क्षेत्र इसके बाहर का शेष क्षेत्र है जो कि गैर चिपकने वाला है ओके इसलिए बाद में व्याख्यान में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इन संरचनाओं को उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म निर्माण का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो यह आप तब कर सकते जब आप कोशिकाओं को प्लेट करते है और कोशिकाएं आगे बढ़ते हुये मायोब्लास्ट्स पैटर्न बनाती हैं अंत में ये मायोब्लास्ट्स आपस में जुड़कर बहुनाभिकीय मायोट्यूब्स का निर्माण करते है और इस तरह आप इन कई संरचनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए लोगों ने जो किया है वह कांच पर है आपके पास ये सबस्ट्रेट्स हैं जहां आप इस तलहटी मायोट्यूब बनाते हैं और जिसके ऊपर आप मांसपेशियों की कोशिकाओं की एक दूसरी परत जोड़ते हैं तो आपको शीर्ष मायोट्यूब मिलता है तो एक तरह से आपने सेल सिस्टम पर एक सेल बनाया है और इसलिए यह मांसपेशियों की कोशिकाओं की एक शीर्ष परत है जो अंत में जुड़ कर मायोट्यूब का निर्माण करती है और यह नीचे की परत है इसलिए मैंने पहले कठोरता या मांसपेशियों की कोशिका विभेदीकरण के प्रभाव की चर्चा की थी यह 12 kPa सब्सट्रेट पर बेहतर तरीके से विभेदन करते हैं इसलिए क्योंकि ये कोशिकाओं को कांच की कोशिकाओं पर नीचे के मायोट्यूब पर कल्चर किया जाता है वे कभी भी रेखायुक्त नहीं होते हैं लेकिन शीर्ष कोशिकाएं होती हैं इसलिए जब इन स्ट्राइएशन की तुलना सी 57 के जंगली प्रकार के चूहों से निकाले गए सी57 जंगली प्रकार के चूहों की कोशिकाएँ और गामा सारकोग्लाकन की कमी वाले चूहों से अलग की गई कोशिकाएं की गई थी तो शीर्ष परत का अवलोकन करने पर पाया कि यदि यह इन कोशिकाओं के स्ट्राइएशन का यह स्तर था जो यह केवल शीर्ष परत का प्रतिशत है इसलिए इन कोशिकाओं ने बहुत अधिक स्ट्राइएशन को दिखाया तो स्ट्राइएशन को सिकुड़न से जोड़ा जाता है चूंकि स्ट्राइएशन का निर्माण सरकोमेयर के कार्यात्मक सरकोमेयर के गठन का सूचक देता है तो इसमें शिथिलीकरण प्रयोगों का उपयोग करके कार्यात्मक रूप से मूल्यांकन किया गया था यह विचार बहुत सरल है आपने हमें कहा है कि आपके पास एक सब्सट्रेट पर एक लंबा मायोट्यूब है जो आपके नाभिक हैं और कल्पना करें कि आप एक पिपेट के साथ नीचे आते हैं और मायोट्यूब के एक छोर को अलग करते हैं तो यह बताता है कि जब आप बल संतुलन को अलग करते हैं तो परिणामस्वरूप मायोट्यूब शिथिल होगा और अंत में किसी और अवस्था में आते हैं इसलिए यदि प्रारंभिक लंबाई यह थी तो यह उसकी अंतिम लंबाई यह है और आप इस लंबाई को समय के एक कार्य के रूप में ट्रैक कर सकते हैं तो L समय का एक कार्य है इसलिए यदि आप L L initial को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो आप एक मान से शुरू करेंगे और तब आपको इस तरह से एक वक्र मिलेगा इसलिए उन्होंने जंगली प्रकार सी57 की कोशिकाओं के लिए देखा जो बताता है कि गामा सर्कोग्लायकन की कमी वाली कोशिकाएँ का शिथिलीकरण वक्र कुछ इस तरह से था तो यह बताता है कि चूंकि यह एक अंतिम संतुष्टी बिदुं है तो आप यह कर सकते है कि आप इन वक्रों को फिक्स कर सकते हैं आप एक अभिव्यक्ति का उपयोग करके इन घटकों को फिट कर सकते हैं जो कि इस तरह से y 1 - C 1 e tτ समीकरण में व्यक्त किया गया हैं तो हम कहते हैं कि ये आपके वास्तविक प्रयोगात्मक बिंदु हैं आप इस अभिव्यक्ति का उपयोग निम्न तरीके से करते हैं आप 2 मान लेते हैं एक है C और एक है ताऊ τ ताऊ शिथिलीकरण का स्थिरांक है और C सिकुड़न का अनुमान है इसलिए जैसा कि t अनंत को दर्शाता है यदि हम इस अभिव्यक्ति को देखते हैं क्योंकि t अनंत है तो यह मान आपको 0 मान देगा तो 1 मायनस C मान है तो एक तरह से C कुछ भी नहीं है पर बस प्रारंभिक अनुपात का अंतिम अनुपात है C यदि आप सेल लेते हैं तो L प्रारंभिक द्वारा L अंतिम वह है C यह अनुमान लगाता है अगर सिकुड़न contraction कम होती है तो L फाइनल L प्रारंभिक के तुलनीय होगा और आपको C का कम मूल्य मिलेगा इसलिए इस मामले में C57 की तुलना में गामा सार्कोग्लीकैन की कमी वाली कोशिकाएं अधिक सिकुड़ती हैं तो इस प्रयोग से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोशिकाएं अधिक संकुचित हैं और अगर आप इन कोशिकाओं को कल्चर में देखते हैं तो देखेंगे कि इस तरह की कई कोशिकाएँ हैं तो यह वास्तव में उस पैटर्न की कल्पना है यह उस पैटर्न की रूपरेखा है जिस पर सेल को प्लेट किया गया था तो कई कोशिकाएं इस तरह के प्रोफ़ाइल को प्रदर्शित करती हैं जहां केंद्र यदि आप केंद्रीय चौड़ाई की अंतिम चौड़ाई से तुलना करते हैं यदि आपके पास 10 प्रतिशत कोशिकाएं हैं तो आप कोशिकाओं पर नियंत्रण रखना चाहेंगे इस फेनोटाइप को प्रदर्शित करने वाली कोशिकाओं का प्रतिशत जो भी हो गामा सार्कोग्लाइकैन की कमी वाली कोशिकाओं में सी57 कोशिकाओं के मामले में यह काफी अधिक है अब ये कैसे हो सकता है एक तो वह सिकुड़न है जिसमें कोशिका अपने आप को खींच रही है जिससे ये बल को बढ़ा रही है और सेल के इस बढ़े हुये बल के परिणामस्वरूप यह अपने बल के प्रभाव से ही अलग हो रही है तो सिग्नलिंग पाथवे के संदर्भ में जो कि सक्रिय था यह देखा गया कि ईआरके मैप काइनेस पाथवे को गामा सार्कोग्लाइकैन कमी वाली कोशिकाओं में विनियमित किया गया था तो गामा सार्कोग्लाइकैन की कमी वाली कोशिकाओं में यह स्थिति है एक और चीज जो सामान्य थी वो थी इस तरह का फेनोटाइप एमडीएक्स चूहों में बढ़ी हुई एपोप्टोसिस को नहीं देखा गया था एमडीएक्स चूहे पेशी अपविकास या मस्कुलर डेस्ट्रोफी चूहे होते हैं वे बढ़े हुए एपोप्टोसिस को नही दिखाते हैं लेकिन इन दोनों की एमडीएक्स और गामा सार्कोग्लाइकन कमी की कोशिकाओं के बीच एक समानता है इसलिए इंटीग्रिन सिग्नलिंग को नियंत्रित करने की तुलना में विनियमित किया जाता है और जब मैं कहता हूं कि इंटीग्रिन सिग्नलिंग इन के हिस्से के रूप में है तो इंटीग्रिन अल्फा 7 को दोनों में बढ़ाया गया था पैक्सिलिन जो कि इंटीग्रिन सिग्नलिंग अणु नहीं है की भी वृद्धि दोनों में हुई थी लेकिन इसे एमडीएक्स चूहों में बहुत काफी हद तक बढ़ा दिया गया था और इसलिए पैक्सिलिन में 2 फॉस्फोराइलेशन साइट एक टायरोसिन 118 है और टायरोसिन 31 की इन एमडीएक्स चूहों में वृद्धि हुई है तब फॉस्फोर स्क्रीन से पता चला कि एमडीएक्स चूहों में पैक्सिलिन सिग्नलिंग की मात्रा में वृद्धि हुई है अब सवाल यह है कि इन कोशिकाओं में पैक्सिलिन क्या कर रहा है तो क्या देखा गया था कि एमडीएक्स चूहों से अलग कि गई एमडीएक्स कोशिकाओं में पैक्सिलिन जो कि फोकल आसंजन पर स्थानीयकृत था और फॉस्फोराइलेटेड था तो आपने वाय31 और वाय 118 फोस्फोरायलेटेड लिखा था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीयकरण सिकुड़न के प्रति संवेदनशील था इसलिए जब आप इसका उपचार बीलेब से करते हैं जो कि मायोसिन 2 का अवरोधक है तब आपने तुरंत अस्थानीय कर दिया है पैक्सिलिन फोकल आसंजन से अस्थानीय होता है और यदि आप हटाते हैं तब वो फिर से फोकल आसंजनों पर वापस आ जाते हैं तो फोकल आसंजनों के टर्नओवर की मात्रा का आकलन एफ़आरएपी के प्रयोग या फोटोब्लेचिंग के बाद फ्लोरेसेंस रिकवरी से किया जा सकता है तो आप क्या करते हैं आप एक सेल लेते हैं जिसे ट्रांसफ़ेक्ट किया जाता है हम कहते हैं कि जीएफ़पी पैक्सिलिन हम कहते हैं कि यह एक सेल की रूपरेखा है और आपके पास जीएफ़पी पैक्सिलिन आसंजन हैं आप एक छोटे आसंजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आप प्रकाश को चमकाते हैं ताकि यह स्थानीय रूप से प्रक्षालित हो जाए और फिर आप समय के एक कार्य के रूप में इस बिंदु पर तीव्रता क्या है इसे ट्रैक करते हैं इसलिए यदि आप तीव्रता का ग्राफ खींचते है तो वो कुछ इस तरह का होगा और इस तरह आप वापस होकर बहाली का प्रतिशत क्या है इसे देख सकते हैं इस मामले में उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक प्रोटीन थी जो पूरी तरह से गतिशील थी तो वह ब्लीच करने के बाद उसी मूल्य पर वापस आ जाएगी लेकिन फोकल आसंजनों पर साइटोप्लाज्म में यह देखा गया था कि जहां प्रोटीन स्वतंत्र रूप से फोकल आसंजन में फैल रहा था बहाली कम है इसलिए यदि आप बहाली और बहाली के समय को ट्रैक करते हैं उसकी तुलना बहाली के समय फोकल आसंजनों से की गई यह देखा गया कि बहाली का समय साइटोसोल की तुलना में फोकल आसंजनों पर बहुत अधिक था और जब आपने ब्लेमिश स्टेटिन के साथ उपचार किया तो बहाली का समय में कमी आई यहाँ पर ब्लेमिश स्टैटिन में कमी आई और यह साइटोसोल में है ये बताता है कि पैक्सिलिन फोकल आसंजनों पर अन्य प्रोटीनों के साथ क्रियान्वित रहा है यहाँ पर यह भी देखा गया कि पेक्सिलिन को अतिव्यक्त किया गया था इन विट्रो की स्थिति में स्ट्रिएशन के प्रतिशत में वृद्धि हुई थी तो आप सेल और सेल ज्यामिति का उपयोग यह ट्रैक करने के लिए करते हैं कि कितने मायोट्यूब इसे सीधा करते हैं तो एमडीएक्स चूहों में है पैक्सिलिन में वृद्धि हुई है पैक्सिलिन स्थानीयकरण सिकुड़न के प्रति संवेदनशील था और जब आप एक जंगली प्रकार को नियंत्रित करते हैं पैक्सिलिन को अधिक व्यक्त करते हैं तब इसके कारण मायोफिब्रिलोजेनेसिस बढ़ जाता है तो ये प्रयोग बताते है की पैक्सिलिन और सिकुड़न या उच्च रक्तचाप के बीच एक कड़ी है जिससे ये जुड़े हैं इसलिए आप इसे मेरे द्वारा सुझाए गए शिथिलन प्रयोगों की तरह के प्रयोगों के द्वारा इसको कार्यात्मक रूप से आकलन कर सकते हैं और यह देखा गया था कि अगर यह नियंत्रण कोशिकाओं के लिए वक्र था जब आप पैक्सिलिन कि अधिकता को व्यक्त करते हैं तो इस समय यह LL limit है बहुत अधिक मात्रा में शिथिल है तो आप ट्रैक कर सकते हैं और जब उन्होंने ब्लेबिस्टैटिन बीएलबीबी के साथ उपचार किया तो ब्लेबिस्टैटिन सिकुड़न का अवरोधक है जो कि नगण्य था क्योंकि ब्लेबिस्टैटिन सभी सिकुड़न को शांत करता है तो आप इस अंतर को ब्लेबिस्टैटिन की तुलना में ट्रैक कर सकते हैं कि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है और जो देखा गया वह था कि पैक्सिलिन के कारण शिथिलन में वृद्धि होती है तो पैक्सिलिन ट्रांसफ़ेक्ट कोशिकाओं अत्यंत सिकुड़ा हुआ है और यह अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु बल माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके भी अनुमान लगाया जा सकता है इसलिए बाद में पाठ्यक्रम में आपसे विस्तृत चर्चा होगी कि हम कोशिकाओं के यांत्रिक गुणों की जांच के लिए परमाणु बल माइक्रोस्कोपी का उपयोग कैसे कर सकते हैं और जो देखा गया था यदि आप कठोरता को ट्रैक करते हैं तो यदि कोशिकाएं हैं और यदि यह वितरण जो आपको नियंत्रण कोशिकाओं के लिए मिलती है और जब पैक्सिलिन की अधिकता होती है तो वक्र दाईं ओर स्थानांतरित होता है तो इसका सही मतलब है कि कोशिकाएं सख्त हो गई हैं और ब्लेबिस्टैटिन उपचारित कोशिकाओं के लिए तो यह ब्लेबिस्टैटिन ब्लेब्ब के साथ है यह नियंत्रण है और पैक्सिलिन के साथ अतिव्यक्त है इससे यह पता चलता है कि पैक्सिलिन अभिकर्मक सेल अति सिकुड़ा हुआ और कठोर हैं उसी के बीच एक ही प्रयोग किया गया था ये सभी प्रयोग पैक्सिलिन के साथ ट्रांसफ़ेक्ट सी57 कोशिकाओं के साथ किए गए थे जब सी57और एमडीएक्स के साथ एक ही प्रयोग किया गया था तो जो कि सी57 कोशिकाओं की प्रतिक्रिया की तुलना में था इसलिए एमडीएक्स कोशिकाओं के साथ वे अधिक सिकुड़ गए थे लेकिन वे गामा सार्कोग्लाइकैन की कमी वाली कोशिकाओं की तुलना में कम सिकुड़ा हुआ था तो आपके पास संकुचन के मामले में एक स्थिति है जिसमें सी57 एमडीएक्स से और गामा सार्कोग्लाइकन कमी वाली कोशिकाओं की तुलना में कम है अब सी57 एपोप्टोटिक हैं और एमडीएक्स एपोप्टोटिक नहीं हैं सी57 कोशिकाओं के ऊतक की तुलना सी57 से भी की गई थी लेकिन औसत कठोरता 12kPa सामान्य मांसपेशी के समान थी एमडीएक्स मांसपेशी ऊतक 18kPa पर लगभग 15 गुना कठोर था तो पहले की तरह एमडीएक्स जो पैक्सिलिन अधिकता को प्रदर्शित करता है सी57 की तुलना में अधिक सिकुड़ा हुआ और कठोर है तो इसका तात्पर्य क्या है अब जो देखा गया है वह है कि क्लिनिक में एमडीएक्स रोगियों को अक्सर यह दवा दी जाती है जिसे प्रेडनिसोन कहा जाता है प्रेडनिसोन यह एक ग्लुकोकोर्टिकोइड है इसका उपयोग केवल प्रशामक उपचार के रूप में किया जाता है लेकिन यह कैसे काम करता है यह ज्ञात नहीं था तो एक प्रयोग किया गया था जिसमें नियंत्रित कोशिका को पीडीएन या प्रेडनिसोन से उपचरित किया गया था और पूछा था पूछा कि यह कठोरता कैसे परिवर्तित होता है और यह देखा गया कि पीडीएन उपचार ने कोशिकाओं को नरम बना दिया इसलिए यह सुझाव दिया गया कि इस दवा का उपयोग करके आप तनाव के स्तर को कम कर रहे हैं यह देखा गया कि एमडीएक्स या गामा सारकोग्लयकन की कमी की कोशिका इन दोनों के स्थिति में डिस्ट्रोग्लयकन कॉम्प्लेक्स गड़बड़ाया जा रहा है जिससे इन कोशिकाओं की सिकुड़न में संकुचन बढ़ जाता है एक में यह एपोप्टोसिस की ओर जाता है गामा सरकोग्लयकन की कमी कोशिकाओं में और दोनों मामलों में ऊतक कठोर है इसलिए यह दोनों मामले इंटीग्रिन सिग्नलिंग की वृद्धि से जुड़े हुये हैं लेकिन समस्या यह है कि यह इंटीग्रिन सिग्नलिंग सिकुड़न को बढ़ावा देने और उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देने का कार्य करता है इसलिए यह एक प्रमुख समस्या है हालांकि इंटीग्रिन डायस्ट्रोग्लीकैन के प्रभाव को इंटीग्रिन और इंटीग्रिन सिग्नलिंग की अधिकता से भरपाई करने की कोशिश करते हैं जो कि उच्च रक्तचाप की ओर ले जाता है इसके साथ ही मैं आज के लिए यहाँ रुकता हूँ मैं आपको 2 पेपर देता हूं एक ग्रिफिन एट ऑल सेल विज्ञान 2005 की पत्रिका में छ्पा है दूसरा अन्य एक सेल बायोलॉजी 2011 की यूरोपीय पत्रिका सेन एट ऑल का है आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद